आप सभी को नमस्ते हमने एक नए वक्तव्य के साथ शुरुआत की है जो है कैश फलो स्टेटमेंट क्या है यह एक स्टेटमेंट है जो कैश इन फलो और ऑउटफ्लो को सूचीबद्ध करता है अभी स्वाभाविक रूप से सवाल यह है कि आपको इस स्टेटमेंट की आवश्यकता क्यों है अब ऐसा आवश्यक क्यों हैआपके दो अन्य महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्या हैं पहला स्टेटमेंट बैलेंस शीट और दूसरा P और L खाता था बैलेंस शीट आपको क्या देता है यह आपको उद्यम की वित्तीय स्थिति देता है P और L आपको आय और व्यय देता है लेकिन ये दोनों बयान नहीं बता पा रहे हैं कि आप कितना नक़दी पैदा या खर्च करते हैं यही कारण है कि तीसरा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट 1995 के आसपास शुरू हुआ था जिसे कैश फलो स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है यह आपको कैश का इन फलो और ऑउटफ्लो देता हैं उन तीन प्रमुख हेड्स के तहत कौन से तीन हेड्स पहला ऑपरेटिंग है पिछले सत्र में हमने ऑपरेटिंग जो अत्यधिक तरल होते हैं और जिनकी वजह से मूल्य का नुकसान नहीं होता है बाजार की ताकत के कारण शामिल होते हैं इसलिए बैंकों में मनी एट कॉल के भीतर एक बदलाव है एक कैश आइटम में कमी आ रही है अन्य कैश आइटम बढ़ रहा है इसलिए हम इस को कैश फलो नहीं मानेंगे और हम इसे कैश फलो स्टेटमेंट में नहीं दिखाएँगे तो यहां आपको कैश और कैश एक्विवैलेन्ट या तो कम हो जाता है या वृद्धि होती हैं हम इसे कैश फलो के रूप में कहेंगे और इसे कैश फलो स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा यह वही है जो हमने चर्चा की थी और आप एक बार फिर से स्लाइड देख सकते हैं उम्मीद है यह स्पष्ट होगा तो यह एक सूचकांक है जो हम धीरे धीरे आज अगले आइटम्स पर जा रहे हैं IndAS 7 मानक का एक नया सेट है जो हम इस गणना के लिए अनुसरण कर रहे हैं यह कैश और कैश एक्विवैलेन्ट की परिभाषा है कैश का अर्थ है फिर कैश फलो के प्रकार विशेष रूप से हम ऑपरेटिंग कैश फलो पर चर्चा कर रहे थे तोऑपरेटिंग का मतलब दिन प्रतिदिन की गतिविधियों या उद्यम की प्रमुख राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों है कोई भी वस्तु जो या तो कैश की पीढ़ी से संबंधित है या दिन के कारोबार के लिए कैश का व्यय जिसे ऑपरेटिंग गतिविधि के रूप में माना जाता है कोई भी गतिविधि जो फाइनेंसिंग हैड हैं जिसको ऑपरेटिंग गतिविधि के रूप में जाना जाता है हमने आखिरी सत्र में कुछ उदाहरण देखे हैं लेकिन आज व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर आप बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग गतिविधि क्या हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक वेब डेवलपर हैंआप विभिन्न कंपनियों के लिए वेबसाइट विकसित करते हैं तो आपके लिए ऑपरेटिंग गतिविधि क्या होंगी आपके लिए आय क्या हैं संभवतः आप नई वेब सामग्री बनाने के लिए अपने ग्राहकों से कुछ शुल्क ले रहे हैं आप अपनी वेबसाइटों की मेजबानी के लिए शुल्क ले सकता है ये सभी आपके लिए आय होंगे जो P और L में जाएंगे वे आपके लिए भी कैश पैदा करेंगे जब भी ग्राहक आपको भुगतान करता है आप कैश पैदा कर रहे हैं और वह कैश ऑपरेटिंग गति विधि से है इसलिएयह पहले उदाहरण में आता हैमाल की बिक्री या सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त कैश है यदि आप टाटा मोटर्स हैं पिछले सत्र में हमने टाटा मोटर्स का उदाहरण लिया था टाटा मोटर्स के लिए एक प्रमुख राजस्व उत्पन्न करने वाली गति विधि कौन सी है मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश जानते हैं वे कारों की बिक्री करते हैं इसलिए कारों ट्रकों वाहनों को बेचना उनका व्यापार है तो वे कार की बिक्री या ट्रक की बिक्री से कैश उत्पन्न करते हैं तो वह प्रिंसिपल रेवेनुए उत्पन्न करने वाली गति विधि हैं और खर्च क्या हैं मुझे लगता है कि उनकी आम कंपनी है किराया कर वेतन यात्रा व्यय इन सभी को व्यापार चलाने के लिए माना जाता है तो यह ऑपरेटिंग गतिविधि संबंधित आउटफ़्लो है मान लीजिए कि आप एक वेब डेवलपर कंपनी हैं आप कार खरीदते हैं तो क्या यह एक ऑपरेटिंग गति विधि का ऑउटफ्लो होगा उत्तर है नहीं क्योंकि कार आपके लिए एक निश्चित संपत्ति है यह दिन प्रतिदिन की गति विधि नहीं है मुझे नहीं लगता कि आप हर रोज कार खरीदेंगे और बेचेंगे तो कौन नियमित रूप से कारों को खरीदेंगे और बेचेंगे एक कार डीलर के लिए कार एक स्टॉक आइटम है तो कारों की ख़रीद और बिक्री एक दिन प्रतिदिन की गति विधि हैं यह एक ऑपरेटिंग गति विधि होगी लेकिन अधिकांश अन्य उद्यमों के लिए कार एक निश्चित संपत्ति का हिस्सा है तो उनके लिए कार की ख़रीद अचल संपत्ति होगी जो बैलेंस शीट में जाएगी कैश फलो स्टेटमेंट में कहां जाएगा यह ऑपरेटिंग गतिविधि नहीं है तो यह इन्वेस्टिंग गति विधि में जाएगा कुछ और उदाहरण पहले से ही यहां सूचीबद्ध हैं अबकैश फलो को तैयार करने की दो विधियाँ हैं जिनमें से पहली विधि बहुत सरल है इसे डायरेक्टर मेथड के रूप में जाना जाता है कृपया उस प्रारूप पर एक नज़र डालनी चाहिए मुझे लगता है कि इसे किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ये P और L के समान है P और L में आप बिक्री से शुरू करते हैं सभी खर्चों को कम करते हैं और लाभ प्राप्त करें है केवल एक अपवाद है हम वास्तविक भुगतान और बकाया दिखाते हैं यहां आप केवल वास्तविक प्राप्तियों और भुगतानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो ग्राहकों से प्राप्तियों के साथ साथ नकद बिक्री जो कि आपकी कैश रिसीप्ट गतिविधियों से अब दूसरा तरीका थोड़ा जटिल है क्योंकि यहां हम P और L से नक़दी की गणना करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग गतिविधियों से तो P और L खाते में एक काल की लाभ या हानि होती है हम पीछे से शुरू करते हैं या हम ट्रांसफर से हैं उसके केवल उन्हीं वस्तुओं का संचालन होता है जिनमें समायोजन की आवश्यकता होती है मान लीजिए कि P और L में 40 आइटम हैं उन सभी को समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी उनमें से कुछ जो दो प्रकार के हैं उनको समायोजन की आवश्यकता होगी केवल उन दो प्रकार के आइटम जिन्हें हम या तो जोड़ देंगे या कम कर देंगे इसलिएये दो प्रकार की वस्तुएँ क्या हैं एक अगर यह नॉन कैश है तो मैं आपको सिर्फ प्रारूप दिखाऊंगा इसलिए हम शुरू कर रहे हैं रेटेनेड पर चर्चा करें हैं कि यह कैश खर्च नहीं है यह P और L से वसूला जाने वाला हैलेकिन इसमें कैश शामिल नहीं है इसलिये इसे वापस जोड़ा जाए इसी तरह अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम हैं तोनॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या हैं ध्यान रखें P और L की अधिकांश वस्तुएँ ऑपरेटिंग हैं लेकिन कुछ वस्तुएँ जैसे मशीनरी की बिक्री पर कुछ नुकसान तो वो नुकसान P और L में दिखाया जाएगा लेकिन हम इसे कैश फलो से धन प्राप्त करते हैं इसके बाद भी एक तीसरा समायोजन है जो आपकी वर्तमान एसेट बढ़ रही हैं और आपकी नक़दी कम हो रही है इसलिए किसी भी मौजूदा एसेट में कमी है

इसलिए बैलेंस शीट से हमें मौजूदा एसेट गति विधि है हमने पिछली बार भी चर्चा की थी उन सभी गति विधि पर जो लंबी अवधि की संपत्ति से संबंधित हैं जैसे फिक्स्ड एसेट्स गतिविधियों से संबंधित हैं तो ये कुछ उदाहरण हैं अगर आप बैंक में एफडी लगाते हैं वहाँ पर ब्याज प्राप्त करेगा वह ब्याज भी इन्वेस्टिंग गति विधि का तो ऑपरेटिंग गतिविधियों में दो तरीके थे वो दो तरीके क्या थे डायरेक्टर के लिए प्राप्त या भुगतान की गई है अब तीसरे प्रकार की गति विधि को फाइनेंसिंग गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत हैं इसमें दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं एक इक्विटी आपके द्वारा लिए गए विभिन्न प्रकार के ऋण हैं तो या तो ऋण लिया या ऋण प्रीपेड या उस ऋण पर दिया गया ब्याज वे सभी फाइनेंसिंगगतिविधियों के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे शेयर जारी करना या डिबेंचर बोर्रोविंग्स गति विधि भी है स्लाइड समय देखें 1801 तो यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं जब आप शेयर जारी करते हैं तो यह उसका बिल्कुल उल्टा होता है शेयरों के बायबैक श्रेणी में आएगा अब जब भी आप धनराशि बढ़ाते हैं आपको अपने निवेशकों को क्षति पूर्ति करनी होती है ब्याज या डिविडेंड गति विधि भी है अब हम कैश फलो की कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर विचार करते हैं जिसमें पहला ब्याज है हमने अभी इसकी चर्चा की है लेकिन ब्याज प्राप्त या भुगतान किया जा सकता है अब शुरू करने के लिए आप प्राप्त ब्याज के लिए कैसे रखते हैं हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं यह इसलिए है कि आप मुख्य रूप से ब्याज प्राप्त करते हैं क्योंकि आपने निवेश किया जाता है इसलिए यदि आप एफडी जैसा बैंक में निवेश किया है या यदि आपने अन्य कंपनी के कुछ डिबेंचर में निवेश कर रखा हैंतो आप उनसे ब्याज प्राप्त करेंगे जिन्हें इन्वेस्टिंग फलो के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कृपया उन्हें ध्यान रखें मान लीजिए कि निवेश कैश एक्विवैलेन्ट से ब्याज प्राप्त करते हैं मान लीजिए कि हमने अपने आपूर्तिकर्ताओं को एडवांसेज पर ब्याज प्राप्त किया है तो यह किसी भी निवेश से संबंधित नहीं है यह दीर्घकालिक गति विधि नहीं है क्योंकि आम तौर पर यह एक महीने दो महीने तीन महीने चार महीने एक वर्ष से भी कम समय के लिए होता है इसीलिए उन निवेशों और ब्याज को ऑपरेटिंग गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और तीसरा उदाहरण जो विशिष्ट प्रकार के उपक्रमों या कंपनी के लिए हैफाइनेंस इंटरप्राइजेज के उदाहरण क्या हैं उदाहरण के लिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उनके लिए फाइनेंस बिज़नेस होता है तो ऋण देना उनका व्यवसाय है इसलिए वे अपने ग्राहकों से ब्याज प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं जो उनकी दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक गति विधि या प्रमुख राजस्व उत्पन्न करने वाली गति विधि हैं तो हम सभी फाइनेंस संबंधित कंपनियों के लिए इसे ऑपरेटिंग फलो के रूप में वर्गीकृत करेंगे तो यह प्राप्त ब्याज के बारे में है अब भुगतान किए गए ब्याज के बारे में अब ब्याज का भुगतान जैसा कि आप सभी जानते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से एक फाइनेंसिंग गति विधि के रूप में माना जाएगा लेकिन कुछ अपवाद हैं मान लीजिए कि ऋण एक वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से कुछ ऋण मिल सकता है अब यदि आप वर्किंग कैपिटल का भुगतान किया गया अबअगर यह डिविडेंड है

यह धन जुटाने से संबंधित है इसलिए यह एक फाइनेंसिंग आइटम के रूप में माना जाता है प्राप्त डिविडेंड फलो माना जाएगा आप बस उस स्लाइड पर जाएंगे तो प्राप्त डिविडेंड श्रेणी के रूप में हैं हमने आज कुछ वस्तुओं पर चर्चा की है पहले हमने इन्वेस्टिंग अगले सत्र में हम कुछ और आइटम लेंगे और फिर हम समस्याओं को देखना शुरू करेंगे